इसलिए आखिरी व्याख्यान में हमने टेस्टएबिलिटी तकनीक के लिए डिजाइन के बारे में बात की इसलिए हम इस स्कैन पथ को देखा अब वर्तमान व्याख्यान में हम इस संबंध में इस स्टैंडर्डज़ेशन के कुछ प्रयासों पर विश्वास करेंगे देखें स्कैन पथ एक अवधारणा है लेकिन विभिन्न निर्माता विभिन्न तरीकों से स्कैन पथ को लागू कर सकते हैं अब एक परिदृश्य की कल्पना करें कि मैं एक सिस्टम इंटीग्रेटर या एक असेंबलर हूं मैंने मदरबोर्ड का निर्माण किया है जिस पर 10 अलग अलग आईसी हैं जो कि अलग अलग कंपनियों द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं अब एक बार मैंने चिप्स को ICs में डाल दिया अब मेरी परेशानी शुरू हो गई मैं अपने बोर्ड का टेस्ट कैसे करूं इन चिप्स में से प्रत्येक VLSI चिप्स हैं जिनमें लाखों करोड़ों जटिल ट्रांजिस्टर हैं इसलिए मुद्रित सर्किट बोर्ड पर टांका लगाने के बाद मैं चिप का टेस्ट कैसे कर सकता हूं वहां समाधान करना होगा जब तक कि कंपनियां कुछ स्टैण्डर्ड पर आपस में सहमत नहीं होती हैं ऐसा करना बहुत मुश्किल है ऐसा संभव नहीं है अब सौभाग्य से ऐसा स्टैण्डर्ड मौजूद है जिसे बाउंड्री स्कैन स्टैण्डर्ड कहा जाता है जिसे हम इस व्याख्यान में संक्षेप में देख रहे हैं तो यह वास्तव मेंस्टैण्डर्डस में से एक है जैसे मैं बात कर रहा था तो आप जानते हैं कि एक निर्मित चिप का टेस्ट कैसे किया जा सकता है हमने कई तरीकों टेस्ट जनरेशन dft और इसी तरह और भी तरीकों के द्वारा देखा जैसा कि मैंने कहा है कि विभिन्न उत्पादक टेस्ट के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं इसलिए कोई स्टैंडर्डज़ेशन नहीं है या कोई स्टैंडर्डज़ेशन नहीं था इसलिए जब कई चिप्स एक बोर्ड पर इकट्ठे होते हैं तो मैं व्यक्तिगत चिप्स का टेस्ट कैसे कर सकता हूं जबकि वे बोर्ड पर रहते हैं तो यह क्या किया गया था एक था एक एक्शन ग्रुप है जिसे जॉइंट टेस्ट एक्शन ग्रुप कहा जाता है JTPG यह इसका संक्षिप्त रूप है इसका गठन किया गया था जिसमें प्रमुख सेमीकंडक्टर निर्माता और शिक्षाविदों में से कई शामिल थे IEEE 11491 नामक एक स्टैण्डर्ड जिसे कभी कभी बाउंड्री स्कैन स्टैण्डर्ड भी कहा जाता है जो उभरा अब यह इतना लोकप्रिय हो गया कि आजकल ज्यादातर लोग इन्हें JTAG स्टैण्डर्ड JTAG पोर्ट JTAG स्टैण्डर्ड के रूप में पुकारते हैं जो कि एक संज्ञा है जिसका उपयोग कई डिजाइनर और उपयोगकर्ता आज कर रहे हैं यह इतना लोकप्रिय हो गया है तो इस बाउंड्री स्कैन तकनीक की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं यहां हम कुछ प्रकार के निर्देशों के रूप में टेस्ट लागू करते हैं जैसे कि मैं आपको समग्र संभावना दिखाता हूं जैसे मेरे पास एक मुद्रित सर्किट बोर्ड है मेरे पास बोर्ड है तो कई चिप्स हैं जो बोर्ड पर रहते हैं हम कहते हैं कि कई चिप्स हैं और बोर्ड के एज पर मेरे पास कुछ प्रकार के कनेक्टर हैं जिसके माध्यम से मैं कुछ सिग्नल फ़ीड कर सकता हूं अब मेरा सवाल यह है कि मैं व्यक्तिगत चिप्स का टेस्ट कैसे कर सकता हूं लेकिन विचार कुछ इस तरह है तो हम मैन्युफैक्चरर्स को बताते हैं कि जब आप चिप का निर्माण करते हैं तो आप कुछ और का भी निर्माण करते हैं यह एक रेपर कहा जाता है मैं बस इसके बारे में जल्द ही बात करता हूं इसलिए मैं चिप के इस प्रत्येक सर्किट्री के आसपास कुछ और साधन बनाता हूं इसलिए एक बार जब मैं इसे करूंगा तो मेरा फायदा यह होगा कि मैं इन चिप्स को एक साथ टेस्टिंग के लिए जोड़ सकता हूं यह दिशा है हम कहें अन्य सिग्नल भी हो सकते हैं मैं केवल एक सिग्नल दिखा रहा हूं अब मैं टेस्ट कैसे करूं पहले मुझे बाहर से यह बताना होगा कि मैं किस तरह का टेस्ट करना चाहता हूं यह टेस्ट निर्देश नामक किसी चीज का उपयोग करके किया जाता है यह ऐसा है जैसे मैं इस रैपर में एक बहुत ही सरल प्रोसेसर कर रहा हूं जहां मैं सीरियली रूप से एक इंस्ट्रक्शन फीड कर रहा हूं यह रैपर यह डिकोडिंग कर रहा है कि यह किस तरह का इंस्ट्रक्शन है और यह उचित एक्शन कर रहा है अब ये बक्से जिन्हें मैंने डॉटेड बक्से दिखाए हैं ये IEEE 11491 रैपर हैं अब यह रैपर टेस्ट संचार के संदर्भ में अंतर संचालन की अनुमति देता है वे टेस्ट इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जॉब मैं पहली चिप को फीड कर रहा हूं हमारे पास यह चिप है यह इंस्ट्रक्शन इसके लिए नहीं है यह अगले एक के लिए है तो यह बस बाईपास या अगले चिप को अग्रेषित करेगा यह फिर से जांच करेगा कि क्या यह इसके लिए नहीं है यह अगली चिप को बायपास या आगे करेगा और इसी तरह आगे होता रहेगा इसलिए यह स्टैण्डर्ड टेस्ट इंस्ट्रक्शन और डेटा को क्रमिक रूप से बोर्ड पर किसी विशेष चिप में फीड करने की अनुमति देता है यह आउटपुट या टेस्ट के परिणामों को पढ़ने की भी अनुमति देता है चिप्स में से कुछ में BIST या एक सेल्फ टेस्ट तंत्र हो सकता है जिसके बारे में हम बाद में बाद में अंदर की बात करेंगे इसका मतलब यह है कि चिप खुद का टेस्ट कर सकती है जिसे इंस्ट्रक्शन के रूप में शामिल किया जा सकता है और यह स्टैण्डर्ड पदानुक्रमित है तो आप इसे चिप स्तर PCB स्तर और सिस्टम स्तर पर भी काम कर सकते हैं जहां कई ऐसे बोर्ड जुड़े हैं तो एक बोर्ड के लिए सीरियल आउटपुट अगले बोर्ड के सीरियल आउटपुट में जा सकता है जैसे कि आप इसे बदल सकते हैं यह एक स्टैण्डर्ड का एक श्रेणीबद्ध प्रकार है न केवल बोर्ड पर चिप्स के लिए एक चिप पर आप इसे कर सकते हैं एक बोर्ड पर कई चिप्स आप इसे कर सकते हैं कई बोर्ड भी आप कर सकते हैं तो यहां आप न केवल चिप्स सर्किट्री के अंदर का टेस्ट करते हैं बल्कि इसका अर्थ है कि आप इंटरकनेक्शन्स का टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि जब हमारे पास एक बोर्ड पर कई चिप्स होते हैं तो न केवल चिप्स की शुद्धता बल्कि यह भी कि क्या इंटरकनेक्शन्स सही हैं एक ब्रेक या शॉर्ट सर्किट है इस तरह की चीजों को भी सही टेस्ट करना होगा तो JTAG इन सभी चीजों को करने की अनुमति देता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा था मूल विचार अब निर्मित हर चिप या घटक के लिए टेस्ट रैपर है वास्तव में EDA उपकरण जिसका उपयोग करके आप चिप्स डिज़ाइन करते हैं उनके पास एक इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन और रैपर बनाने के लिए निर्देश हैं एक बार जब आप डिजाइन के साथ पूरा हो जाते हैं तो आप सिंगल कमांड का उपयोग करके इसके साथ रैपर बना सकते हैं तो रैपर स्वतः उत्पन्न होगा और संबंधित नेटलिस्ट किया जाता है इसलिए जैसा कि हम दिखाते हैं कि यह कैसे किया जाता है ताकि टेस्ट रैपर में हर इनपुट या आउटपुट पिन के अनुरूप हो आपके पास एक स्कैन सेल नामक कुछ है अब इसके अलावा आपके पास कुछ रजिस्टर हो सकते हैं और रैपर के साथ इंटरफेस के लिए टेस्ट के लिए कुछ अतिरिक्त पिन कुछ सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट टेस्ट कंट्रोल जैसे कुछ हो सकता है और कुछ टेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं जैसा कि मैंने कहा कि जो सीरियल फीड किया जाता है एक विशेष प्रारूप है जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस को फीड कर सकते हैं अब यह आरेख दिखाता है कि टेस्ट रेफर कैसा दिखेगा आप इस नीले आयत को बीच में देखें यह मेरा वास्तविक सर्किट है जिसे आप चिप में होना चाहिए तो इन सभी चीजों के बिना यह मेरी पूरी चिप होगी लेकिन अब मैंने कई अन्य चीजें भी डाल दी हैं तो मैंने क्या किया है ये छोटे आयताकार बक्से यहाँ हैं ये तथाकथित बाउंड्री स्कैन सेल हैं तो मैंने एक ऐसी सेल एक ऐसी सेल हर इनपुट या आउटपुट पिन के साथ लगाई है अब बाउंड्री स्कैन सेल में से प्रत्येक के रूप में आप देख सकते हैं कि 4 कनेक्शन हैं नीचे ऊपर बाएं और दाएं से एक इसलिए वे निश्चित रास्ते से जुड़े हुए हैं जैसे सिग्नल आने पर चिप के बाहरी पिन से सिग्नल को इस आंतरिक लॉजिक से बाएं से दाएं कनेक्शन पर भेजा जा सकता है लेकिन कभी कभी जब आप कुछ टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें शिफ्ट रजिस्टर मोड के रूप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहां से आप डेटा को इस पथ के साथ सीरियली स्थानांतरित कर सकते हैं फिर से आप सीरियली आप इस टेस्ट डेटा से डेटा को बाहर भेज सकते हैं या TDO TDI का अर्थ है टेस्ट डेटा इन टेस्ट डेटा आउट अब इसके अलावा कुछ रजिस्टर एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तरह हैं जो टेस्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर सकते हैं और लोड किए जा रहे एक बाईपास रजिस्टर है जो आपको इस चिप को छोड़ने और अगली चिप पर जाने में मदद कर सकता है यदि आवश्यक हो और अन्य विविध रजिस्टर मल्टीप्लेक्सर और कनेक्शन हो सकते हैं और ये विशेष संकेत उनमें से 5 दिखाए गए हैं एक निशान सितारा का मतलब यह वैकल्पिक है लेकिन अन्य 4 अनिवार्य सिग्नल हैं वे एक टैब कंट्रोलर कुछ द्वारा नियंत्रित होते हैं टैब का मतलब टेस्ट एक्सेस पोर्ट है ये सिग्नल टेस्ट एक्सेस पोर्ट का निर्माण करते हैं यहाँ की तरह यदि आप एक बार फिर इस चित्र पर आते हैं तो मैंने दिखाया है इसलिए यहां मैंने कहा कि PCB के एज पर मैं कुछ सिग्नल भेज रहा हूं तो वास्तव में ये टेस्ट एक्सेस पोर्ट सिग्नल होंगे इसलिए मुझे यहां से सिग्नल्स के 4 या 5 की आवश्यकता है तो यह है कि कैसे रैपर काम करता है इसलिए एक बार जब आप एक चिप डिजाइन करते हैं तो एक चिप के लिए यह सर्किट आप एक कमांड देते हैं शेष शेष भाग को स्वचालित रूप से इसके साथ शामिल किया जा सकता है और आपकी पूरी एकीकृत चिप जिसे अब 11491 कहा जा सकता है शिकायत तैयार हो सकती है अब रैपर की सामग्री जैसा कि मैंने कहा एक टेस्ट एक्सेस पोर्ट कहा जाता है 5 कंट्रोल सिग्नल हैं उनमें से एक वैकल्पिक है इसमें टेस्ट डेटा कुछ हद तक इसके समान है स्कैन चेन विधि में से एक में स्कैन करें टेस्ट डेटा बाहर स्कैन के समान है टेस्ट मोड टेस्ट कंट्रोल और टेस्ट ब्लॉक के समान है तो आप देखते हैं कि यहां जिन अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है वे इस स्कैन पथ अवधारणा के समान हैं जो हमने पहले देखा था और यह टैब कंट्रोलर फिर से फाइनाइट स्टेट मशीन का अनुक्रमिक सर्किट है और यहां16 स्टेट हैं मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं तो यह बहुत जटिल कंट्रोलर नहीं है काफी सरल है अब विशेष रजिस्टरों में ये 3 रजिस्टर अनिवार्य हैं आपके पास इनपुट और आउटपुट पिन के साथ साथ बाउंड्री स्कैन रजिस्टर होना चाहिए यदि आप एक चिप को छोड़ना चाहते हैं तो आपको बाईपास रजिस्टर करना होगा आपको टेस्ट अनुदेश को संग्रहीत करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होना चाहिए अब इसके अतिरिक्त आपके पास कुछ अन्य रजिस्टर हो सकते हैं जो एक डिजाइन के लिए बहुत विशिष्ट हैं जैसे आप एक रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं जहां आप किसी डिवाइस के विचार को स्टोर कर सकते हैं ताकि बाहर से आप इस विचार को पढ़ सकें और डिवाइस की पहचान की जांच कर सकें कि यह कौन सा डिवाइस है इसी तरह कुछ रजिस्टर हैं जो डिजाइन डिजाइन स्पेसिफिक के लिए बहुत स्पेसिफिक हैं बस मैं आपको इस संदर्भ में बताता हूं कि आप में से जो FPGA बोर्ड और FPGA किट से परिचित हैं तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से आप FPGA किट पर प्रोग्रामिंग करते हैं आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप से आप एक पोर्ट कनेक्ट करते हैं जिसे JTAG पोर्ट कहा जाता है अब JTAG और यह JTAG एक ही है JTAG पोर्ट का उपयोग मुख्य रूप से टेस्ट के लिए किया गया था लेकिन अब एक दिन में उसी पोर्ट का उपयोग FPGAs के कॉन्फ़िगरेशन डेटा को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है चिप के अंदर शिफ्ट होने के कारण TDI TDI इनपुट के माध्यम से सीरियल इनपुट तो उसी पोर्ट का उपयोग कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है तो बेसिक ऑपरेशन यह है कि हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सीरियल रूप से इंस्ट्रक्शन देते हैं चयनित टेस्ट सर्किटरी को उसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर कॉन्फ़िगर किया जाएगा जो कि फीड किया गया है इसलिए मल्टीप्लेक्सर कंट्रोलर का चयन किया जाएगा और इसी तरह तो जो भी इरादा है एग्जीक्यूट हो जाएगा और टेस्ट के परिणाम पूरा होने के बाद TDO पिन के माध्यम से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा और जब यह किया जा रहा है तो नए टेस्ट डेटा को TDI पर स्थानांतरित किया जा सकता है जैसे स्कैन आउट और स्कैन इन स्कैन पाथ विधि में ओवरलैप होते हैं ठीक उसी की तरह यहां भी होगा अब ठीक है बाउंड्री स्कैन बाउंड्री स्कैन सेल यह इस तरह दिखता है इसलिए एक योजनाबद्ध अर्थ में यदि आप एक ब्लॉग बॉक्सबाउंड्री स्कैन सेल के रूप में बाउंड्री स्कैन सेल को देखते हैं इसलिए बाईं ओर से आपके पास एक सिग्नल है आइए हम इसे कॉल करते हैं और दाईं ओर एक सिग्नल कॉल होता है तो नीचे से एक सिग्नल Sin हो सकता है और ऊपर से एक सिग्नल Sout हो सकता है यह स्कीमेटिक है तो हम एक डेटा को बाएं से दाएं या नीचे से ऊपर तक स्थानांतरित कर सकते हैं अब देखते हैं कि अंदर क्या है 2 फ्लिप फ्लॉप हैं 2 मल्टीप्लेक्सर हैं इसलिए जब इनपुट डेटा एक चिप को फीड किया जाता है तो मैं इसे सीधे सर्किटरी में भेजना चाहता हूं तो शेष भाग को बायपास किया जाता है यह सीधे बाहर जाने के लिए जाएगा तो यह मोड कंट्रोल करता है यदि यह 0 है तो यह 0 चुना जाएगा तो यह बाहर जाएगा इसलिए Sin से Sout जाने के लिए पथ का अनुसरण किया जाएगा Sin से आप मल्टीप्लेक्सर के निचले इनपुट का चयन करते हैं यह पहले फ्लिप फ्लॉप में संग्रहीत किया जाएगा और इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट यहां निकल जाएगा इसमें एक मोड भी है जिसमें Sin से आप इसे बाहर ले जा सकते हैं तो नीचे से दाईं ओर भी एक रास्ता है लेकिन 2 फ्लिप फ्लॉप हैं जैसा कि आप देख सकते हैं एक फ्लिप फ्लॉप का उपयोग स्थानांतरण के लिए किया जाता है अन्य फ्लिप फ्लॉप का उपयोग वास्तव में कैप्चर करने के लिए किया जाता है क्योंकि जब यह स्थानांतरण हो रहा है तो देखें आपको कभी कभी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यहाँ डेटा नहीं बदल रहा है तो आप इसे बनाए रखने के लिए यहां डेटा कॉपी कर सकते हैं और उस दौरान आप यहां कुछ स्थानांतरित कर सकते हैं इस फ्लिप फ्लॉप में कुछ बदलाव हो रहे हैं दूसरे फ्लिप फ्लॉप द्वारा और यहां यह out नहीं बदलेगा तो मोटे तौर पर यह है कि बाउंड्री स्कैन सेल कैसा दिखता है अब मूल रूप से ऑपरेशन के 4 तरीके हैं सामान्य मोड मैंने कहा कि मोड 0 के बराबर है इसलिए बाहर जाने के लिए बस मैंने कहा है कि मोड 0 है बाहर जाने के लिए दूसरा मैंने कहा इसमें एक स्कैन मोड है यहां ShiftDR 1 पर सेट है और ClockDR एक्टिवेटेड है तो देखते हैं कि ShiftDR को 1 का अर्थ है कि Sin चुना गया है और ClockDR एक्टिवेटेड है जिसका अर्थ है कि Sin यहाँ संग्रहीत है इसलिए मैं फ्लिप फ्लॉप की श्रृंखला बना रहा हूं कई ऐसी बाउंड्री स्कैन सेल हैं जो एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं तो यह यह Sin Sout में जाएगा जो अगले एक के Sin में जाएगा Sout तो वे एक शिफ्ट रजिस्टर के रूप में जंजीर की तरह इस स्कैन पथ डिजाइन में उसी तरह से तो इसे स्कैन मोड कहा जाता है और कैप्चर मोड में ShiftDR 0 और ClockDR के बराबर है ShiftDR के 0 के बराबर का अर्थ है चयनित और इनपुट मैं यहाँ संग्रहीत कर रहा हूँ इसलिए यहां मैं Sin के वैल्यू को संग्रहीत नहीं कर रहा हूं लेकिन जो कुछ भी पिन के इनपुट से आ रहा है मैं इसे कैप्चर कर रहा हूं और इसे यहां संग्रहीत कर रहा हूं इसे तथाकथित कैप्चर मोड कहा जाता है तोin QA को जाता है और out या तो in द्वारा या QB द्वारा संचालित किया जा सकता है आउटपुट मोड के आधार पर यह यहाँ से या यहाँ से हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि in यहाँ पर कैप्चर हो रहा है एक और मोड है जिसे अपडेट कहा जाता है जहां QA का वैल्यू out करने के लिए QA out जा सकता है यह भी यहां है अब यहां हम आपको बाउंड्री स्कैन के 3 महत्वपूर्ण टेस्ट मोड दिखा रहे हैं अन्य मोड भी हैं EXTEST BYPASS और INTEST अब EXTEST मोड का उपयोग चिप्स के बीच के अंतर्संबंधों का टेस्ट करने के लिए किया जाता है BYPASS मोड का उपयोग एक चिप को स्किप करके अगले एक पर जाने के लिए किया जाता है और INTEST का उपयोग विशेष चिप का टेस्ट करने के लिए किया जाता है इसका मतलब है इंटरनल लॉजिक आइए हम एक एक करके बुनियादी अवधारणाओं को देखें EXTEST आरेखीय रूप से यह इस तरह दिखता है या आरेख आपके पढ़ने के लिए बहुत छोटा हो सकता है लेकिन मैं सिर्फ इस चरणों को समझाऊंगा मान लीजिए कि बोर्ड पर 2 चिप्स हैं एक यह है और दूसरा चिप यह है तो TDI TDO मैं क्या करूँ मैं ShiftDR एक्टिवेट करता हूं तो ShiftDR एक्टिवेट होने पर क्या होगा आइए एक बार फिर इस आरेख को देखें यदि ShiftDR एक्टिवेट होता है तो Sin यहीं अंदर हो जाता है इसलिए ऐसा ही होता है तो यह वास्तव में यह स्कैन मोड शिफ्ट 1 के बराबर है इसका मतलब है कि मैं स्कैन मोड को देख रहा हूं तो पहले चिप में हम इस स्कैन मोड में हैं सभीबाउंड्री स्कैन फ्लिप फ्लॉप वे इस स्कैन मोड में हैं तो अब मैं क्या करता हूं इसलिए इसे ShiftDR मोड में सेट करने के बाद हम सीरियली रूप से TDI पर बिट्स लागू करते हैं तो यह बिट्स इस शिफ्ट रजिस्टर के माध्यम से सीरियली रूप से स्थानांतरित हो जाएंगे और वे इन स्कैन सेल तक पहुंच जाएंगे मान लीजिए कि मैं यहां से एक अंतर्संबंधों का टेस्ट करना चाहता हूं इसलिए मैं प्रतीक्षा करता हूं जब तक कि ये बिट्स इसबाउंड्री स्कैन को फ्लिप फ्लॉप तक न पहुंचा दें इसलिए मैं इतनी सारी क्लॉक्स लगाता हूं इसलिए यह हो जाने के बाद मैं DR पर एक अपडेट करता हूं अपडेट का मतलब है कि डेटा था वे यहां हैं इस फ्लिप फ्लॉप पर यह अगले फ्लिप फ्लॉप में स्थानांतरित हो जाएगा और बाहर उपलब्ध कराया जाएगा जिसका मतलब है कि अब जो कुछ भी मैं शिफ्ट कर रहा हूं वह डेटा आउटपुट पिन पर उपलब्ध होगा और DR पर कैप्चर का मतलब है जो भी इस लाइन पर आ रहा है यह चिप 2 चिप 2 है जो इसे पहले फ्लिप फ्लॉप में कैप्चर करेगा तो अब आप देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं हम यह कह रहे हैं कि जो कुछ भी यहां स्थानांतरित किया गया था मैं उस बिट को दूसरी चिप में स्थानांतरित कर रहा हूं मैं इसे यहां कैप्चर कर रहा हूं फिर कैप्चर करने के बाद मैं चिप 2 को शिफ्ट मोड में फिर से कॉन्फ़िगर कर रहा हूं फिर से स्कैन मोड और फिर से क्लॉक अप्लाई कर रहा हूं ताकि जो यह कैप्चर किया गया था वह TDO पिन के माध्यम से सीरियलली शिफ्ट हो जाएगा इसलिए यदि यह इंटरकनेक्शन फौल्टी था तो मैं किस बिट पैटर्न में Shift in कर रहा हूं और जो बिट पैटर्न सामने आ रहा है वह अलग होगा इसलिए इस बिट पैटर्न की वैधता की जांच करके मैं यह सत्यापित कर सकता हूं कि यह इंटरकनेक्शन सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं एक ही चीज को एक साथ कई इंटरकनेक्शनश के लिए किया जा सकता है इसलिए मैं कई ऐसे पैटर्न को एक साथ पकड़ सकता हूं और एक साथ शिफ्ट कर सकता हूं यह EXTEST मोड है उसके बाद BYPASS मोड आता है BYPASS मोड काफी सरल है मेरे द्वारा उल्लिखित एक BYPASS रजिस्टर है अब BYPASS रजिस्टर सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप है यह 1 बिट रजिस्टर है BYPASS मोड में जो भी मैं TDI में फीड कर रहा हूं वह बाउंड्री स्कैन सेल्स पर नहीं जाता है यह सीधे इस 1 बिट फ्लिप फ्लॉप पर आता है और एक क्लॉक आने पर 1 बिट डिले के बाद यह TDO के लिए आता है तो मेरा मतलब है जो भी बिट्स आपके यहां स्थानांतरित हो रहे हैं यह विशेष चिप उस को बाईपास कर देगा और यह सीधे उन्हें TDO को भेज देगा तो यह अगली चिप पर जा सकता है BYPASS का उपयोग किसी विशेष चिप को स्किप करने के लिए किया जाता है और अंत में हमें टेस्ट मोड पर नजर डालनी चाहिए जिसका उपयोग करके हम आंतरिक लॉजिक का टेस्ट कर सकते हैं इसलिए यहाँ अवधारणा EXTEST की तुलना में काफी समान है क्योंकि पहले चरण में हम चिप को ShiftDR मोड में कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हम TDI के माध्यम से जो कुछ भी फीड करते हैं वह स्थानांतरित हो जाए लेकिन आप देखते हैं हम इसे यहाँ स्थानांतरित कर रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ यहां तक लेकिन यह एक बिंदु तक स्थानांतरित हो जाएगा ताकि आंतरिक लॉजिक के सभी इनपुट लागू हो जाएं इसलिए एक बार ये लागू हो जाने के बाद आप अपडेट DR पर जाते हैं इसका मतलब है कि पहले फ्लिप फ्लॉप में जो भी होगा वह दूसरे फ्लिप फ्लॉप में सेव हो जाएगा और अब वे आंतरिक लॉजिक के इनपुट के रूप में उपलब्ध होंगे तो अब आंतरिक लॉजिक लागू इनपुट के आधार पर कुछ गणना करेगा और गणना किए जाने के बाद आप कैप्चर DR सिग्नल को सक्रिय करते हैं तो आउटपुट बाउंड्री सेल्स के पहले फ्लिप फ्लॉप कैप्चर कर लिया जाएगा फिर से आप ShiftDR मोड में कॉन्फ़िगर करें और उन्हें सीरियली रूप से स्थानांतरित करें तो यह इस तरह से हमारे टेस्ट डेटा में स्कैन करने के लिए सेकेंटिअल सर्किट टेस्ट के लिए इस स्कैन पथ दृष्टिकोण के समान है हम इस तरह से स्कैन करते हैं अब यहाँ फिर से यह आवश्यक नहीं है कि हम उन सभी में स्कैनिंग करेंगे उनमें से एक हिस्सा हो सकता है जिसे हम स्कैनिंग in कर रहे हैं और मुझे एक चीज़ भी देखने दें मुझे उस रेपर डायग्राम पर वापस जाने दें यहां आपने देखा आप यहां देखते हैं कि बाउंड्री स्कैन सेल्स के अलावा इस आंतरिक लॉजिक के लिए एक स्कैन इन और स्कैन आउट पिन भी हो सकता है तो इस बात की भी सुविधा है कि आप जो भी डेटा फीड कर रहे हैं वह सीधे इस आंतरिक लॉजिक में आपके स्कैन में जा सकता है और स्कैन आउट जो कुछ भी सामने आ रहा है उसे टीडीओ पर भी उपलब्ध हो सकते हैं तो यह मोड भी है तो ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि आंतरिक रूप से आप किसी भी स्कैन पथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं तो यह एक संयोजन की तरह है तो हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इन सभी टेस्ट मोड का उपयोग करके आप पहली संरचना में किसी प्रकार का बोर्ड स्तर प्राप्त करने में सक्षम हैं जहाँ आप बोर्ड पर अलग अलग चिप्स का टेस्ट कर सकते हैं आप बोर्डों के बीच इंटरकनेक्शन्स का टेस्ट भी कर सकते हैं इसलिए JTAG 11491 स्टैण्डर्ड संक्षेप में इस अर्थ में काफी सफल रहा है कि हम जो भी चिप्स आज आप देखते हैं उनमें से अधिकांश का उपयोग किया गया है उनमें यह स्टैण्डर्ड बेल्ट इन है और जैसा कि मैंने कहा कि वे अन्य एप्लीकेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं जिनका टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है जैसे कि मैंने कहा FPGA बोर्डों पर प्रोग्रामिंग बिट फ़ाइलों को डाउनलोड करना अब यह JTAG 11491 स्टैण्डर्ड यह भी कई तरीकों से बढ़ाया गया है जैसे कि एक एनालॉग बाउंड्री स्कैन संस्करण एक टेस्ट स्टैण्डर्ड है जो एक सर्किट को एनालॉग सिग्नल्स से भी फीड कराने की अनुमति देता है इसका उपयोग मिक्स सिग्नल प्रकार के चिप्स का टेस्ट करने के लिए किया जा सकता है जहां डिजिटल और एनालॉग दोनों घटक शामिल हैं और दूसरी बात जो आप जानते हैं कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं लगभग हम पहले ही स्थानांतरित कर चुके हैं आप कह सकते हैं कि आज नहीं है चिप डिजाइनों के लिए कुछ कहा जाता है इससे पहले हम बोर्डों पर चिप्स के बारे में बात कर रहे हैं अब वीएलएसआई चिप्स ज्यादा सघन हो गए हैं अब उन सभी चिप्स को एक ही चिप में डाला जा सकता है तो जो पहले अलग चिप थी वह कुछ होगी जिसे मेरे चिप के अंदर एक कोर कहा जाता है अब मेरी चिप कई कोर से मिलकर बनेगी इसलिए बोर्ड स्तर के टेस्टिंग के लिए हमारे पास जो भी आवश्यकता थी अब हमारे पास कोर रिलेटिव टेस्टिंग के लिए उसी तरह की आवश्यकता है लेकिन एक चिप मल्टीपल कोर्स के अंदर कोर के कुछ अन्य डिजाइनरों से लिया गया हो सकता है यह मेरा डिज़ाइन नहीं हो सकता है आखिरकार मैं कोर के एकीकरण का टेस्ट करना चाहता हूं तो यह P1500 नामक एक स्टैण्डर्ड है यह चिप पर सिस्टम के लिए है चिप डिजाइन पर वर्तमान दिन प्रणाली के लिए यह काफी लोकप्रिय है यह भी एक IEEE स्टैण्डर्ड है इसलिए इसका उपयोग भी किया जाता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि बोर्डों पर चिप्स को एक चिप पर कई कोर में ले जाया गया है और हम बहुत समान अवधारणाओं का उपयोग करते हैं इसलिए मुझे लगता है कि इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं इसलिए इस व्याख्यान के अगले दो में हम बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट नामक को देख रहे हैं एक तकनीक जहां एक चिप खुद का टेस्ट कर सकती है यह सबसे अच्छी बात है जिसे आप सही समझ सकते हैं लेकिन ऐसी बाधाएं हैं जो हम देखेंगे लेकिन आज के लिए मुझे लगता है कि यह सब है